अब आगे हम इस तरह एक उदाहरण लेंगे हम यह देखेंगे कि चीजें कैसे हो रही हैं मान लीजिए कि आपके पास एक 3 बस समस्या हैं यहाँ 2 जेनरेटर है यह पॉवर है क्योंकि यहाँ Pg1 और यहाँ पॉवर Pg2 हैं यहाँ वोल्टेज यह V11∠0 दिया गया है और यह बस 1 यह बस 2 हैं V21∠2हैं ओर और V31∠3 हैं और यह बस 3 और PL320 pu है क्योंकि यहाँ सब कुछ केवल वास्तविक पॉवर के साथ काम करना है तो कोई Q की आवश्यकता नहीं है और लाइन 1 से 2 वास्तव में जुड़ा नहीं है तो YBUS मैट्रिक्स वास्तव में इस नेटवर्क के लिए दिया गया है YBUS1 j10 1j10 05 j5 05j5 1j10 05j5 15 j15 इन दोनों इकाइयों के लिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट की विशेषता बताई गई है जो कि IC1406Pg1है और यहाँ यह IC2406Pg2 है आपको ऑप्टीमल जेनरेशन शेड्यूलिंग का पता लगाना हैं तो ऑप्टीमल जेनरेशन शेड्यूलिंग Pg1 और Pg2 के लिए क्या होगी का पता लगाना हैं बस 3 पर कोई जेनरेटर नहीं है बस 2 पर एक लोड है तोआपके पास यह चीज है अबमैं आपको स्टेप दिखाऊंगा कि कोई इसे कैसे प्राप्त कर सकता है अब जब आपका Pik1nViVkYikcos ik ik हैं इसलिए Pik1nViVkYikcos ik i k इसका मतलबPik1nViVkYikcos ik cos i k sin ik sin i k अबआप i kik मानते हैं तब अब यह समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता हैं Pik1nViVkGikcos ik Biksin ik जहाँ Yikcos ik GikYiksin ik BikYikGikjBik अब जैसा कि सैंपल पॉवर सिस्टम के लिए V2V310 pu दिया गया है मतलब इस आरेख में आपके पास 1∠0हैं और परिमाण 1 है इसी प्रकार बस 2 के लिए वोल्टेज परिमाण 1 है और बस 3 का भी वोल्टेज परिमाण 1 है तो इस प्रकार सभी बसों के लिए हमने वोल्टेज परिमाण 1 माना है और यह 3 बस समस्या है इसलिए यहाँ n 3 है इसलिए यहाँ n3 रखें मतलब कि यहाँ k3 रखें इसलिएPik13Gikcos ik Biksin ik अब i 1 के लिएआप इस समीकरण का विस्तार करेंतोआपको P1G11G12cos 12 B12sin 12 G13cos 13 B13sin 13 प्राप्त होगी इसको आप समीकरण 2 अंकित करें इसी प्रकार i 2 के लिए विस्तार करें तो आपको P2G21cos 21 B21sin 21 G22G23cos 23 B23sin 23 प्राप्त होगी यह समीकरण 3 है अब आगे आप i 3 रखें तो आपको P3G31cos 31 B31sin 31 G32cos 32 B32sin 32 G33मिलेगी तो इसे इस प्रकार विस्तार करेंगे तो देखेंगे कि सभी बार आपको 5 पदें प्राप्त होगी क्योंकि सभी बार आपको एक sin 1 1 पद मिलेगी जो कि जीरो हो जाएगी इसी तरह sin 2 2 0ठीक तो यही कारण है कि सभी बार आपको 5 पदें मिलेगी अब यह वाली 12 2100 है क्योंकि यहाँ लाइन 1 और 2 जुड़ा हुआ नही है और तब हम 32 23 और 13 31लिख सकते है क्योंकि 323 2 2 3 23 है इसी तरह यहाँ भी 131 3 3 1 31 है तोइस समीकरण में P1P2P3के लिए आप यह सभी चीजें प्रति स्थापित करते है अगर आप ऐसा करते है तोआपको P1G11G13cos 31 B13sin 31 प्राप्त होगी इसी तरह P2G22G23cos 23 B23sin 23 और P3G33G31cos 31 B31sin 31 G32cos 23 B32sin 23 प्राप्त होगी और यह समीकरण 7 है अब YBUS मैट्रिक्स से आपके पास G1110G2205 G3315G13G31 10G23G32 05B13B31100B23B3250ये सभी चीजें है तो इस समीकरण से आप YGjB प्राप्त करेंगे यहाँ से आप इसे प्राप्त करेंगे ठीक तो ये सभी G और B मापदंड आप प्रति स्थापित करते है यदि आप ऐसा करते है तो तब P110 cos 31 10sin 31 यह समीकरण हम 8 अंकित करेंगे P205 05cos 23 5sin 23 यह समीकरण 9 है इसी प्रकार P3150 cos 3110sin 31 05cos 23 5sin 23 यह समीकरण 10 है अब पॉवर लॉस अभिव्यक्ति प्राप्त किया जा सकता है जैसा कि हम जानते है इंजेक्टेड पॉवर का योग पॉवर लॉस होता है मतलब PLossi13PiP1P2P33 2cos 31 cos 23 3 1cos 3 1 cos 2 3 यह हमे मिलेगा आगे आप इस चीज की डेरीवेटिव लेते है यह dP2d205sin 23 5cos 23 dP2d3 05sin 23 5cos 23 dP3d205sin 23 5cos 23 और dP3d3sin 31 10cos 31 05sin 23 5cos 23 और dP1d200 क्योंकि P1आपका 2 का फंक्शन नही है यही कारण है dP1d200 और dP1d3sin 31 10cos 31 एक बार जब आप करते है तोवह समीकरण 76 जो भी हमने डेराइवड किया है वह इस रूप में हो जाता है अबयह मैट्रिक्स dP2d2 dP3d2 dP2d3 dP3d3 1 dPLossdPg2 1 0 dP1d3 हो जाएगा यह समीकरण 12 है अब अगला आपको इस विशेष Pg2 के अनुरूप 23 और 31की गणना करना है तोआप बस 1 को स्लैक बस मानते है बस 2 जेनरेटर बस है और बस 3 लोड बस है तो अब आप शुरू में Pg2Pg2010 pu मानते है इसलिए Pg2Pg2010 pu तो अब आप पता करें ठीकतोसमीकरण 9 से मतलब इस समीकरण से 5sin 23 05cos 23 05 यह एक गैर रैखिक समीकरण है तोयह उपरोक्त समीकरण को पुनरावृतिय रूप से हल किया है तो हमें 23115मिला है वास्तव में मैंने कुछ परीक्षण और त्रुटि की है आप अपने अंत ज्ञान से कुछ मान इस तरह से चयन करते है कि इस समीकरण का दाएँ और बाएँ भाग बराबर हो सके इसलिए मैंने 23115लगभग पाया है अब बस 3 पर केवल लोड है जेनरेशन नही है तो आप समीकरण 10 को इस प्रकार लिख सकते है मैं आपको समीकरण 10 दिखाता हूँ यह समीकरण 10 है तो इस समीकरण 10sin 31 cos 31 20132 में पुनः परीक्षण और त्रुटि से मुझे केवल 31 585मिला है अब आपका यह चीज स्लैक बस पर P1Pg1जो कि बस 1 है आप इस आरेख को मानें मैंने आपको P1Pg1 दिखाया है मतलब यह वाला देखें कहाँ से कहाँ तक आरेख गया है तो यहाँ आपका P1Pg1है तोअब समीकरण 8 से P11 cos 31 10sin 31 1 cos 585 10sin 585 1024 pu और यह कॉस्ट कैरेक्टेरिस्टिक दिया गया है जो कि IC1406Pg1406×102446144 है इसी तरह IC2406 Pg2406×10460 अब आगे आपका समीकरण 12 को हल करना है यह आपका समीकरण 12 है तो आपको ये सभी बस और डेल्टा मान प्राप्त है तो इस अभिव्यक्ति 12 में ये सभी मान रखें और गणना करें तो यदि आप ऐसा करते है और गणना करते है तो मैं आपको केवल अंतिम उत्तर दे रहा हूँ तो इस स्थिति में आपको L211 dPLossdPg210203 प्राप्त होगी लेकिन L110 के लिए आपने इसे पहले भी देखा है तो L1IC146144 और L210203 है तो आपका L2IC246933मिलेगा लेकिन ऑप्टीमल हल के लिए दोनों को बराबर होना चाहिए लेकिन यहाँ यह बराबर नही है लेकिन क्योंकि L2IC2L1IC1इसलिए हमे Pg2को कम करने कि जरुरत है क्योंकि यह उस से ज्यादा बड़ा है तो इसका मतलब है यह पुनरावृति प्रक्रिया है तो कक्षा के उद्देश्य से हम इस पुनरावृति को नही कर सकते है लेकिन कुछ पुनरावृति के बाद वास्तव में परिणाम आएगा 2311 31 6 Pg1105 pu Pg20963 pu L2101792 ठीक और उस समय L1IC1L2IC2463होगा यह स्थिति है तो मैंने आपको यह दिखाया कि यह चीजें वास्तव में कैसे होती है लेकिन कक्षा के जैसा बहुत सारे स्टेप करके नही दिखाया आपको केवल कुछ स्टेप करके ही गणना करनी है और परीक्षा हॉल में भी हम ऐसा नही दे सकते है इसलिए केवल आपको कुछ स्टेप दिखाया है तो यह वास्तव में ऑप्टीमल इकॉनोमिक लोड डिस्पैच है अब आगे हम ट्रांसमिशन लॉस सूत्र को मानेगें तोअब हम आपकी ट्रांसमिशन लॉस सूत्र को डेराइव करने की कोशिश करेंगे तो आगे ट्रांसमिशन लॉस सूत्र पर आते है तो अब मानते है यह आपका वास्तव में ट्रांसमिशन लॉस सूत्र है तो आपको इसे डेराइव करना हैथोड़ी देर के लिए रुकिए तो अब आप इसे सिमेटिक आरेख मान ले तोअब यह दो जेन रेटिंग यूनिट इस तरफ देखें यह आपका जेनरेटर 1 और यह आपका जेनरेटर 2 है और यह ट्रांसमिशन लाइन्स से जुड़ा हुआ है जहाँ बहुत सारे रेखा चित्र के रूप में बस बार है हम लोड धारा को ILके रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे है और एक विशेष ब्रांच इसे Kthकहें ठीक तो इस ब्रांच के द्वारा आपका धारा IK है पहले हम केवल दो जेनरेटर को मानते है बाद में हम इसे सामान्यीकरण करेंगे और इस लॉस सूत्र को प्राप्त करने के लिए हमे कुछ कल्पना करना होगा जिसपर हम बाद में आएँगे अब यह ट्रांसमिशन नेटवर्क है इसके पास बहुत सारे बसें है ठीक कुल लोड धारा IL है और एक विशेष ब्रांच K में धारा IK है और दो जेनरेटरस जेनरेटर 1 और जेनरेटर 2 से धारा Ig1और Ig2 है अब आप मानें कि जेन रेटिंग स्टेशन 1 के द्वारा आपूर्ति की गई कुल लोड धारा है l मतलब आप जेनरेटर 2 को बंद मानें और इस एक जेनरेटर द्वारा आपूर्ति की गई कुल लोड धारा मान ले तो इस समय पर ब्रांच k या i के द्वारा जाने वाली धारा IK1 है क्योंकि जेनरेटर 1 धारा की पूर्ति कर रही है तो K ब्रांच धारा बदल जाएगी ठीक तो कुल धारा IL केवल जेनरेटर 1 द्वारा दी जा रही है तो यह जेनरेटर 2 बंद है तो इस स्थिति में क्या होगा कि इसके द्वारा जाने वाली धारा IK1 होगी तो इस स्थिति में क्या होगा मान लेते है कि K लाइन में धारा IK1 है ठीक और अब AK1IK1ILपरिभाषित करते है बाद हम देखेंगे कि AK1 वास्तव में एक वास्तविक मात्रा है और हम साधारण सुपर पोजीशन का उपयोग करेंगे ठीक तो यह समीकरण 78 है इसी प्रकार चित्र b में आप मानें कि सभी लोड धारा जेनरेटर 2 आपूर्ति कर रही है और लेकिन जेनरेटर 1 बंद है मतलब इस ब्रांच K द्वारा जाने वाली धारा IK2 है और यहाँ भी यह ब्रांच धारा K बदल जाएगी तो इस चित्र b में जेनरेटर 1 बंद है तो इस स्थिति में आप एक दूसरा पद AK2IK2IL परिभाषित करते है और यह समीकरण 79 है तो यह AK1और AK2 दो पद परिभाषित करते है क्योंकि आपको कुछ धारणा करना है तो सामान्य रूप से AK1और AK2 धारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बनाते है अब हम कुछ धारणा करेंगे तोधारणा यह है कि सभी नेटवर्क के लिए ब्रांच अनुपात XR सामान होता है वास्तव में यह बहुत ख़राब धारणा है ट्रांसमिशन लाइन के लिए XRअनुपात सामान नही होता है वास्तव में यह भिन्न होता है क्योंकि आप अलग अलग रूप के कंडक्टर्स का उपयोग करते है लेकिन हम XR अनुपात सामान मान लेंगे दूसरी चीज सभी लोड धारा का सामान फेज कोण हैयह भी सही नही है लेकिन हम इसे निकटता के लिए मान लेंगे तो इस दो धारणा के आधार पर हम लॉस सूत्र को डेराइव करेंगे इसलिए इस धारणा के लिए हम कुछ करेंगे कि आप इस धारणा को क्यों मान रहे हैं मान ले बस i इस एक नेटवर्क को देखें जैसा कि इस चित्र 12 में दिखाया गया है यह बस i है वोल्टेज परिमाण Vii है और इस लोड के माध्यम से जाने वाली धारा वास्तव में ILi है तो लोड PLijQLiके बराबर है तो अब हम चित्र 12 से जानते है अब आप सामान्य रूप में PLi jQLiViILi ILiPLi jQLiViलिख सकते है मतलब यह आगे ILiPLi2QLi2∠ iVi iPLi2QLi2i iVi अब यह i i बस i पर लोड धारा कोण है लेकिन यह i i का क्या करेंगे कि हम इसे सभी लोड धारा के लिए सामान मान लेंगे मतलब i i केवल छोटी सीमा के लिए भिन्न होगा वास्तविकता में यह सही नही है लेकिन आप इसे मान लेंगे यह मान लेना काफी व्यावहारिक है कि सभी लोड धाराओं के लिएi ii के समान है सभी लोड धाराओं के लिए हम मान लेंगे कि यह समान है यदि ऐसा है तो IK1 का फेज कोण और ILया IK2और IL सभी समान रहेगा इसका मतलब है AK1IK1ILor AK2IK2IL वास्तविक मात्रा बन जाएंगे इसलिए ये कोण मान लेंगे कि आपके सभी लोड धाराओं के लिए सामान हैं इसका मतलब है कि AK1और AK2दोनों वास्तविक संख्या हैं तो यही कारण है कि ऊपर के दो धारणाओं को लिखा गया है और बताया गया है कि IK1 और IL समान फेज कोण में है इसलिए IK2 और IL हमें इस निष्कर्ष पर ले जाते हैं कि धारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर AK1 और AK2 वास्तविक मात्रा है